नमस्कार और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य पर इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के लेखन का अध्ययन करेंगे जो उत्तर आधुनिक अध्ययन के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण सिद्धांतकारों में से एक है मुझे यकीन है कि अब तक इस पाठ्यक्रम में इस श्रृंखला के पिछले व्याख्यानों से गुजरने के बाद आप समझ चुके होंगे कि सबसे मौलिक स्तर पर उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन नैतिकता में एक अभ्यास है उत्तर औपनिवेशिक आलोचना के मुख्य एजेंडा में से एक है यूरो केंद्रित विश्व दृष्टि का विघटन जिसे उपनिवेशवाद ने स्वाभाविक रूप से बदल दिया था और जिसने दुनिया भर के औपनिवेशिक हिस्सों में कई स्वदेशी सांस्कृतिक और युगीन परंपराओं को हाशिए पर डाल दिया था उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन का दूसरा एजेंडा उत्पीड़ितों की आवाज को कम करने और परिस्थितियों को बनाने के लिए रहा है कम से कम शैक्षणिक संस्थाओं के भीतर ताकि उपनिवेशवाद से प्रभावित लोगों को सुना जा सके इन दोनों प्रयासों में इन नैतिक हस्तक्षेप से एडवर्ड सईद के बारे में बात करना चाहूंगा जिनके कार्यों में उत्तर औपनिवेशिक प्रमुखता से प्रदर्शित है क्योंकि यह इस क्षेत्र में संस्थापक व्यक्ति हैं गायत्री चक्रवती स्पिवाक में भी हम इस नैतिक अनिवार्यता की निरंतरता पाते हैं जो उपनिवेशवाद के बाद के दौर को रेखांकित करता है स्पिवाक का नैतिक हस्तक्षेप सबसे अधिक उनके काम के अधीन है यहां मैं उनके काम के बारे में बात कर रहा हूं जब मैं उनके काम के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं केवल उनके अकादमिक लेखन के बारे में सोच रहा हूं वह महत्वपूर्ण है हां हम उन पर चर्चा करने जा रहे हैं लेकिन मैं पश्चिम बंगाल के गांव में भूमिहीन निरक्षर आबादी के बीच एक शिक्षक और कार्यकर्ता के रूप में उनके काम के बारे में भी सोच रहा हूं तो स्पिवक के नैतिक हस्तक्षेप की विशेषता यह है कि वह एक अकादमिक लेखक के रूप में सिद्धांतकार और एक कार्यकर्ता के रूप में सबाल्टर्न के साथ काम करते हैं वास्तव में उनके अकादमी परिपेक्ष में स्पिवक का नाम आज कैन द सबाल्टर्न स्पीक नामक अत्यधिक प्रभावशाली निबंध के साथ सबसे व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है इसलिए इस व्याख्यान में हम सबाल्टर्न कि उनकी व्याख्या को समझने के लिए उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन के क्षेत्र में स्पीवक के योगदान पर ध्यान केंद्रित करेंगे लेकिन ऐसा करने से पहले आइए मैं आपका परिचय स्पीवक से करवा दूं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का जन्म 1942 में कोलकाता में हुआ था और यह एक ऐसा समय था जब ब्रिटिश राज भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी राजनीतिक पकड़ हो रहा था इन वर्षों के दौरान औपनिवेशिक शासन को विपत्ति पूर्ण हिंसा द्वारा चिन्हित किया गया था 1940 की शुरुआत में बंगाल का अकाल जो द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पेसिफिक थिएटर के उद्घाटन से शुरू हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप कोलकाता की सड़कों पर मरने वाले हजारों कंकाल मानव शरीर के शाब्दिक रूप से थे यदि आपको याद हो मैंने अपने पहले के एक व्याख्यान में उल्लेख किया था कि यद्यपि हम मुख्य रूप से उपनिवेशवाद और उत्तर औपनिवेशिक विरासत उपनिवेशवाद के प्रतिरोध सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के बारे में बात करने जा रहे हैं फिर भी हमें कभी भी औपनिवेशिक शासन और औपनिवेशिक अधीनता को चरितार्थ करने वाली हिंसा को कभी नहीं भूलना चाहिए इसलिए जैसा कि हम यहां देखते हैं स्पिवक सबसे महत्वपूर्ण उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत कार के रूप में उभर रही थी बे औपनिवेशिक शासन द्वारा हिंसा की सबसे भीष्म घटनाओं में से कुछ की गवाह बनी जिसमें विडंबना यह है कि वह सब मध्यवर्गीय राष्ट्रवादियों द्वारा सामने लाई गई थी जिन्होंने भारत जैसे देश में ब्रिटिश शासन और उसकी बुराई को समाप्त करने के वादे को भुला दिया था इसलिए यदि हम स्पिवक के लेखन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब वह इस क्रूर शारीरिक हिंसा के बारे में बात कर रही है जिससे वह अपने बचपन से ही अवगत हो गई थी तो वह ब्रिटिश उपनिवेशवादी और मध्यम वर्ग के राष्ट्र वादियों के बीच एक अजीब सांठगांठ के बारे में बात कर रही हैं दरअसल 1940 के दौरान कोलकाता में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए कृत्रिम रूप से बनाए गए बंगाल के अकाल की हिंसा केवल उस हिंसा से आगे बढ़ी थीजिसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के जन्म को दो अलग अलग राष्ट्र राज्यों के रूप में चिन्हित किया था भारत और पाकिस्तान के जन्म को समझौते द्वारा मध्यवर्गीय राष्ट्रवादी ओं और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा संभव बनाया गया था यह मूल रूप से एक समझौता था वास्तव में जो समझौता किया गया था वह था एक ही उपमहाद्वीप में एक साथ रहने वाले समुदायों का अलग होना उन्हें दो अलग अलग राष्ट्र राज्यों के नागरिकों तक ले जाना युवा पेपर के लिए कोलकाता में बड़े होकर इस समझौते ने स्वतंत्रता के अमूर्त विचार में इतना अधिक अनुवाद नहीं किया जितना कि सड़कों पर खून के वास्तविक तमाशे को देखकर पंजाब की तरह बंगाल भी विभाजन और भीषण हिंसा का स्थल था और कोलकाता उन शहरों में से एक था जो विभाजन काल के दौरान अपराध और हिंसा के सबसे भयानक दृश्यों का गवाह था इस प्रकार अपने निबंध " राष्ट्रवाद और कल्पना" में युवक लिखती हैं एक बच्चे के रूप में उनकी शुरुआती यादें सड़कों पर खून देखने वालों की हैं और वह इस बयान पर जोर देते हैं वह कहती हैं क्योंकि वे रूपक रक्त नहीं थे असली रक्त थे मारे गए उपनिवेशी मात्र विषय नहीं थे इसलिए हमें यह याद रखने की जरूरत है कि उपनिवेशवाद और उत्तर औपनिवेशिकता की इस तस्वीर में खून रूपक नहीं है सांस्कृतिक नहीं है बल्कि वास्तविक शारीरिक हिंसा है एक वास्तविक तथ्य था जो उपनिवेशवाद को सूचित करता था सबसे बड़ा तथ्य यह था कि स्पिवाक इन सभी यादों को एक उत्तर आधुनिक बुद्धिजीवी की तरह राष्ट्रीयता के विचार के माध्यम से सोचने और राष्ट्रवाद की कल्पना के माध्यम से करने लगी जिससे यह पता चलता है कि शारीरिक हिंसा के साथ किसी व्यक्ति के जुड़ाव के बाद उत्तर औपनिवेशिक उच्च सिद्धांत कैसे विकसित हो सकता है जो हमेशा उपनिवेशवाद और उसकी विरासत को रेखांकित करता है लेकिन इस शारीरिक हिंसा के अलावा जिस उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद से स्पिवाक का सामना हुआ एक बच्चे के रूप में स्पिवाक को इस नरसंहार और हिंसा का विरोध करने वाली कुछ शक्तियों से भी अवगत कराया यह ताकत स्पिवक के लिए मुख्य रूप से इंडियन पीपुल्स थियेटर एसोसिएशन की ताकत थी उदाहरण के लिए यह वामपंथी कलाकारों का एक संघ था जो उस समय के दौरान स्ट्रीट थिएटरों के आयोजन के माध्यम से और बहुत से लोकप्रिय गीतों के द्वारा सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे स्पिवक इन थिएटर गीतों को याद करती थी जो वामपंथी कलाकारों द्वारा निर्मित थे वास्तव मेंमार्क्स और लेनिन जैसे बुद्धिजीवियों के लेखन के साथ राजनीतिक वामपंथ और जुड़ाव स्पिवाक के काम की प्रमुख विशेषताएं रही हैं इस वामपंथी धारा के अतिरिक्तस्पिवाक का बौद्धिक क्षितिज भी ब्रिटिश साहित्य के लिए एक संपूर्ण प्रदर्शन के आकार का था जिसे उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में प्राप्त किया था 1959 में स्नातक होने के बाद स्पिवाक पश्चिम में चली गई जहां उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की इसके बाद कैंब्रिज विश्वविद्यालय में 1 साल की फेलोशिप प्राप्त हुई अपनी पीएचडी के लिए वह फिर से कॉर्नेल विश्वविद्यालय लौटे डब्लू बी येट्स की कविता पर काम करने के लिए उन्होंने पॉल डे मान की देखरेख में काम किया डी मान को इन सभी चीजों के अलावा साहित्यिक अध्ययन के क्षेत्र में जैक्स डेरिडा की दर्शन के पुनर्निर्माण की अंतर्दृष्टि को आयात करने के उनके प्रयासों के लिए जाना चाहता है स्पिवाक भी डी मान के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए एक शिक्षाविद के रूप में अपने पूरे करियर में गिरावट के बारे में दृढ़ता से उत्साहित रहे हैं दरअसल स्पिवाक पहली बार अंतरराष्ट्रीय आलोचक के रूप में तब सामने आई जब 1976 में उन्होंने ऑफ ग्रामेटोलॉजी शीर्षक के तहत जैक्स डेरिडा के ऑफ ग्रामेटोलॉजी का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया उन्होंने इस अनुवाद को एक पाठ के रूप में व्यापक टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया जिसने अनुवादक की प्रस्तावना का गठन किया तब से स्पिवाक ने बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया जैसे कि इन द अदर वर्ल्ड्स आउटसाइड इन द टीचिंग मशीन ए क्रिटिक ऑफ़ पोस्टकोलोनियल रीज़न डेथ ऑफ़ ए डिसिप्लिन अन्य असियस और हाल ही में एसथेटिक एजुकेशन इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन हालांकि जैसा कि मैंने आपको इस व्याख्यान से शुरुआत में बताया था स्पिवाक का सबसे प्रभावशाली और पहचानने योग्य काम है कैन द सबाल्टर्न स्पीक इस निबंध का पहला संस्करण वास्तव में इस निबंध के अब तक बहुत से संस्करण हैं लेकिन पहला संस्करण 1985 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था जिसे वेज कहा जाता है तो अब हम सबाल्टर्न की धारणा की ओर मुड़ते हैं और उस प्रश्न की ओर जो स्पिवाक ने अपने प्रसिद्ध निबंध कैन द सबाल्टर्न स्पीक में पूछा है अब इससे पहले कि हम यह पता लगाना शुरू करें कि सबाल्टर्न कौन हैऔर इससे पहले कि हम जवाब देना शुरू करें की सबाल्टर्न बोल सकता है या नहीं यह बहुत ही शुरुआत में स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्पिवाक को कभी कभी गलती से सबाल्टर्न की अवधारणा के संस्थापक के रूप में माना जाता है लेकिन यह अवधारणा उनके लेखन में उत्पन्न नहीं होती है वास्तव में कैन द सबाल्टर्न स्पीक में हम देखते हैं कि स्पिवाक सबाल्टर्न की अवधारणा के संस्करणों के साथ उलझी हुई हैं जो उनके निबंध के साथ बाहर आने से पहले ही दृढ़ता से स्थापित है लेकिन यह तथ्य कि आज सबाल्टर्न शब्द तुरंत स्पिवाक के नाम से जुड़ जाता है हमें इस बात के बारे में कुछ पता लगाना है कि वह अपने सबाल्टर्न की धारणा को कैसे विस्तृत किया था अब हम फिर से सबाल्टर्न शब्द पर लौटते हैं अब तक मुझे यकीन है कि आपको पता चल गया होगा मेरी पसंदीदा आदत पहले एक शब्दकोश में जाने की है और फिर यह देखना के शब्दकोश हमें क्या बताता है इस मामले में यदि आप शब्दकोश देखते हैं तो आप देखेंगे कि सबाल्टर्न शब्द का मूल अर्थ एक जूनियर रैंकिंग सैन्य अधिकारी था सबाल्टर्न शब्द का यह विशेष उपयोग वास्तव में आज भी सेना के भीतर बहुत अधिक प्रचलित है लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत के क्षेत्र में क्योंकि हम यहां महत्वपूर्ण सिद्धांत से संबंधित हैं इस शब्द का पता बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक इतालवी बौद्धिक एंटोनियो ग्रामस्की के लेखन से पता लगाया जा सकता है ग्रामइसकी जो एक बहुत ही प्रमुख हो मार्क्सवादी बौद्धिक मार्क्सवादी सिद्धांत वादी थे ने सबाल्टर्न शब्द का उपयोग उन लोगों के एक वर्ग को सूचित करने के लिए किया जो सर्वोच्च समूह या वर्गों के अधीनस्थ थे अब इस परिभाषा को समझने के लिए हमें सबसे पहले आधिपत्य की अवधारणा को समझने की आवश्यकता है क्योंकि यह ग्रामस्की के लेखन में संचालित है अपने सरलतम रूप में आधिपत्य को प्राधिकरण के एक प्रयोग के रूप में समझा जा सकता है यदि आप प्राधिकरण की अवधारणा के बारे में सोचते हैं तो आप ध्यान देंगे कि सबसे स्पष्ट तरीकों में से जिसने प्राधिकरण का दावा किया जा सकता है और किया जाता है वह है क्रूर शारीरिक बल प्रयोग द्वारा उदाहरण के लिए यदि मेरे पास बंदूक है तो मैं आपको हथियार डालने के लिए आतंकित कर सकता हूं मैं आपको मेरे निर्देशों का पालन करने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आतंकित कर सकता हूं तो यह आपके ऊपर अधिकार जताने का एक तरीका होगा आशा है यह सरल रूप में समझ लिया गया होगा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जोर जबरदस्ती और अधिकार जमाने का यह तरीका प्रत्येक समाज के भीतर संचालित होता है अगर हम उस भूमिका के बारे में सोचते हैं जो उदाहरण के लिए पुलिस बल द्वारा निभाई जाती है हालांकि एंटोनियो ग्राम्स्की का तर्क है की एक और तरीका भी है जिसमें एक दूसरे पर अधिकार जताया जा सकता है जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं किसी तरह आपको यकीन दिला सकता हूं कि मैं जो कुछ भी करता हूं अपने आत्म हित को पूरा करने के लिए अपने हित में जो कुछ भी करता हूं वह आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके साथ में भी अगर मैं आपको इसके बारे में समझा सकता हूं तो यह शारीरिक बल का उपयोग करने की तुलना में आपके अधिकार पर जोर देने का एक अधिक प्रभावी तरीका होगा क्योंकिअगर मैं आपको समझा सकता हूं कि मेरा स्वार्थ आपका स्वार्थ है तो आप मेरे स्वार्थ के लिए जो भी करना होगा करेंगे मेरा तात्पर्य है बिना किसी बाहरी ताकत के आप इसे स्वेच्छा से करेंगे क्योंकि आप आश्वस्त हो गए हैं कि जो कुछ भी मेरे द्वारा किया जाएगा वह आपके लिए भी अच्छा होगा इसलिए ग्राम्स्की के अनुसार एक समाज के अंदर शासक वर्ग अधिकतर इस गैर जबरदस्त तरीके से अपने अधिकार का दावा करता है इससे तात्पर्य है वह पूरी आबादी को यह समझाता है कि शासक वर्ग का हित ही पूरी आबादी का हित है अब लोगों के अन्य समूहों पर एक विशेष वर्ग द्वारा राजनीतिक अधिकार के इस गैर जमीदार जिम्मेदार बयान को ग्राम्स्की द्वारा कुशल नेतृत्व के रूप में संदर्भित किया जाता है इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था नेतृत्व अपने सबसे सरल रूप में बात वास्तव में अधिकार जताने की एक विद्या है यह समझने के लिए कि नेतृत्व कैसे काम करता है आइए हम भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में पुनः चलता करते हैं जो हमने पिछले दिनों में किया है यदि आपको याद है तो हमने उन व्याख्यानो में उल्लेख किया था कि अधिकांश आंकड़े जो अंग्रेजो के खिलाफ आरोप का नेतृत्व करते हैं वे एक विशेष सामाजिक वर्ग के थे मैंने सुमित सरकार का अनुसरण करते हुए उस सामाजिक वर्ग को मध्यवर्ग के रूप में संदर्भित किया है उदाहरण के लिए सी आर दास या एम गांधी या जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस हो हमने देखा है कि यह सभी लोग किस तरह के कैरियर प्रक्षेप वक्र साझा करते हैं लेकिन जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हम उन्हें मध्यवर्गीय नायकों के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय नायकों के रूप में मानते हैं ऐसे नायक जो किसी विशेष वर्ग मध्यमवर्ग की ओर से नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की ओर से बोलते हैं ग्रामस्की का तर्क होगा कि राष्ट्रीय नायकों के रूप में मध्यवर्गीय नायकों की ऐसी तैयारी एक ऐसे नेतृत्व का उदाहरण है जो मध्य वर्ग द्वारा उत्तर औपनिवेशिक भारत में सभी समूह द्वारा सबसे अधिक किया गया और किस प्रकार मध्यवर्ग उपमहाद्वीप के भीतर रहने वाले अन्य सभी लोगों को यह समझाने में कामयाब रहा कि मध्यम वर्ग के हित में जो है वह भी राष्ट्रहित है इसलिए ग्रामस्की के अनुसार यदि ग्रामस्की को स्थिति देखने के लिए कहा जाता तो वह कुछ इस तरह होता की उत्तर औपनिवेशिक भारत में मध्यमवर्ग द्वारा नेतृत्व होता जहां मध्यवर्ग पूरे राष्ट्र आबादी को यह समझाने में सक्षम होता कि जो भी उनके हित का काम होता है वह राष्ट्रहित का भी है इसलिए उदाहरण के लिए हम एंट्री गांधी जवाहरलाल नेहरू सी आर दास सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को किसी विशेष वर्ग के नायक या प्रतिनिधि के रूप में नहीं मानते बल्कि राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के रूप में मानते हैं सबाल्टर्न शब्द की इस ग्रेसियन समझ को दक्षिण एशियाई इतिहासकारों के प्रभावशाली समूह ने बहुत अच्छे से ग्रहण किया जिन्होंने 1980 के दशक में सबाल्टर्न स्टडीज कलेक्टिव का गठन किया था इतिहासकारों का यह समूह जिन्हें हम सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप या सबाल्टर्न स्टडीज कलेक्टर के रूप में संदर्भित करते हैं वे मुख्य रूप से उत्तर औपनिवेशिक समाज उत्तर औपनिवेशिक भारत उत्तर औपनिवेशिक दक्षिण एशिया का अध्ययन कर रहे थे इस समूह के भीतर सबसे महत्वपूर्ण हस्ती इतिहासकार रणजीत गुहा थे रणजीत गुहा ने अपने निबंध जिसका शीर्षक औपनिवेशिक भारत के इतिहास के कुछ पहलुओं पर में बताया कि किस प्रकार समूह सबाल्टर्न स्टडीज कलेक्टिव सबाल्टर्न शब्द का उपयोग कर रहे थे अपने निबंध में गुहा लिखते हैं कि सबाल्टर्न शब्द अभिजात्य शब्द से संबंधित है गोवा के लिए जिन्होंने अपने निबंध में इस विशेष निबंध में जो मैंने अभी उल्लेख किया है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में काम कर रहा था कुलीन शब्द का गठन ना केवल यूरोपीय उपनिवेशवादियों के लिए किया गया था बल्कि इसने प्रमुख स्वदेशी समूह भी शामिल थे या तो औपनिवेशिक सरकार के साथ अपनी संघ के माध्यम से या अपनी पश्चिमी शैली की शिक्षा के माध्यम से या बड़े जमींदारों के मामले में उदाहरण के लिए या औद्योगिक और व्यापारिक पूंजीपति वर्ग के पास उनके धन के माध्यम से आधिपत्य तक पहुंच थी इस प्रकार सामान्य संदर्भ में अभिजात वर्ग एक समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हैजिनके पास राजनीतिक और आर्थिक एजेंसी है अधिकार है राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र के भीतर अपने स्वार्थों और इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है इसलिए दूसरे शब्दों में कुलीन लोग भी लोग हैं जो राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपने स्वार्थों को हस्तक्षेप और स्पष्ट कर सकते हैं गुहा ने सबाल्टर्न को परिभाषित किया क्योंकि उनके अनुसार सबाल्टर्न अभिजात वर्ग से संबंधित है सबाल्टर्न अभिजात वर्ग के विपरीत है गुहा के अनुसार सबाल्टर्न से तात्पर्य समाज में रहने वाले सभी लोगों से है जो कुलीन वर्ग की श्रेणी में नहीं आते इसलिए यहां सबाल्टर्न को वास्तव में एक विशेष वर्ग जाति या संप्रदाय के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है बल्कि सबाल्टर्न नकारात्मक स्थान या एक नकारात्मक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है यह स्थिति बेरोजगारी सामाजिक या राजनीतिक एजेंसी के बिना विरोध पहचान के बिना विरोध की है अब स्पीवक और केंद्र सबाल्टर्न स्पीक उस निबंध जैसा कि मैंने कहा था सबाल्टर्न इन मौजूदा परिभाषाओं के साथ संलग्न है इसलिए वह एंटोनियो ग्रामस्की के साथ साथ ही रणजीत गुहा के निबंध के साथ दोनों को संलग्न करता है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया लेकिन स्पिवाक के लिए यह स्पिवाक का हस्तक्षेप है वह सबाल्टर्न की विशेषता बताते हैं और वह इस सबाल्टर्न स्थिति की विशेषता को पहचानती हैं क्योंकि वह यह बात बोलने में असमर्थ हैं स्पिवाक के लिए इस सबाल्टर्न स्थिति की विशेषता यह है कि यहां से कोई भी भाषण संभव नहीं है दूसरे शब्दों में स्पिवाक के अनुसार कैन द सबाल्टर्न स्पीक प्रश्न का उत्तर एक असमानता नहीं है सबाल्टर्न बोल नहीं सकता इस दावे की चंचलता से अक्सर स्पिवाक के इरादे के बारे में भ्रम पैदा हो जाता है सबाल्टर्न के बारे में चुप कराने के प्रयास से उनकी आलोचना भी की गई लेकिन यदि हम उनकी विचारधारा को सृजन के रूप में बोलते हुए समझे तो स्पीवाक का तर्क वास्तव में सरल है अब यदि आप हमारे प्रारंभिक व्याख्यान में मिशेल को कॉल और उनकी विचारधारा की हमारी चर्चा को याद करते हैं तो आप जानेंगे कि हमने विचारधारा को सार्थक कथनों के रूप में परिभाषित किया था हमने यह भी चर्चा की थी कि प्रत्येक समाज के भीतर चेक और बेल्ट है जो कुछ कथनों को विचारधारा के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देते हैं और कुछ अन्य को अस्वीकार कर दिया जाता है इसलिए सैद्धांतिक रूप से हालांकि कोई भी किसी भी विषय पर असीम रूप से बोल या लिख सकता है जिसे विचारधारा के रूप में स्वीकार किया जाएगा और जो नहीं करेगा वह अंततः समाज को रेखांकित करने वाले सत्ता समीकरणों द्वारा निर्धारित किया जाता है यह एक ज्ञात तथ्य है इसलिए मैं इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कुल ग्राम उदाहरण के लिए एक समाज में जहां प्रमुख शक्ति संरचना सामान्यता के साथ प्रजनन विषमता की बराबरी करती हैसमलैंगिकों के अधिकारों के संबंध में विचार धारा उत्पन्न करने के लिए यदि सभी एक साथ असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल बहुत है तो प्रजनन हेटेरोनॉर्मेटिविटी द्वारा रेखांकित समाज में समलैंगिक की स्थिति और प्रजनन हेटेरोनॉर्मेटीटी एक शब्द है जिसे स्पिवक द्वारा उपयोग में लिया गया है यह मूल रूप से प्रजनन विषम लैंगिकता के बारे में कामुकता का सबसे सामान्य तरीका है एक ऐसे समाज में समलैंगिकों को उप नियम की स्थिति मिलती है क्योंकि समलैंगिकता द्वारा समलैंगिकता के बारे में विचारधारा उस समाज में असंभव हो जाती है जो विषम लैंगिकता को आदर्श मानती है यह किसी भी एजेंसी के लिए उपयोग किए बिना विपक्ष और बेरोजगारी की वह स्थिति है जो किसी की अपनी पहचान को परिभाषित करने में सक्षम होंगी और इस सबाल्टर्न स्थिति के भीतर से विचारधारा उत्पन्न करना असंभव हो जाता है अब हालांकि यह तात्पर्य नहीं है कि बोलने की शारीरिक क्रिया सबाल्टर्न तिथि प्रीति के भीतर से असंभव है लेकिन यह कहना कि भाषण कभी भी सार्थक कथनों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है जो राजनीतिक सामाजिक एजेंसी के वचन को वहन करता है और जो स्वार्थ और स्वयं की पहचान को स्पष्ट कर सकता है तो यह कुछ विद्वानों द्वारा दिया गया तर्क है कि यह कहने के बजाय कि सबाल्टर्न नहीं बोल सकता यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि समाज द्वारा सबाल्टर्न को सुना नहीं जा सकता जैसे पागल व्यक्ति को समाज द्वारा नहीं सुना जा सकता है क्योंकि उसकी बोली हर बात व्यर्थ करार कर दी जाती है अब स्पिवाक की अंतर्दृष्टि को इस तरह से बताना पूरी तरह से ठीक है बशर्ते हम समझते हैं कि दोनों कथन सबाल्टर्न नहीं बोल सकते हैं और सबाल्टर्न को नहीं सुना जा सकता हैसब सबाल्टर्न स्थिति के भीतर विचार धारा उत्पन्न करने में समान अक्षमता को संदर्भित करता है यह एक जटिल मुद्दा है यह अगले कुछ व्याख्यान ओं में स्पष्ट हो जाएगा जहां हम फिर से सबाल्टर्न की इस अवधारणा को अपनाएंगे और स्पिवाक के लेखन का अध्ययन करेंगे लेकिन हम उन पर यह बात महाश्वेता देवी की एक छोटी सी कहानी से लागू करेंगे अगर हम महाश्वेता देवी की इस कहानी की मदद से सबाल्टर्न की धारणा को पढ़ते हैं जिसे गायत्री स्पिवाक ने खुद अनुवाद किया है तो मुझे लगता है कि सबाल्टर्न स्थिति के बारे में यह एक जटिल मुद्दा होता है साथ ही साथ सबाल्टर्न भाषा की संभावना असंभावना भी स्पष्ट हो जाएगी हम अपने अगले व्याख्यान में इस चर्चा को जारी रखेंगे धन्यवाद